इस सप्ताह के तीसरे व्याख्यान के लिए आपका स्वागत है इस सप्ताह में हम टेक्स्ट माइनिंग पर कुछ एडवांस्ड टॉपिक्स पर काम कर रहे हैं तो यह व्याख्यान हम इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन के साथ शुरू करेंगे हम देखेंगे कि बेसिक क्या हैं सभी बेसिक एप्लीकेशनस जहां इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन का उपयोग किया जाएगा आप किस तरह की तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और हम एक विशिष्ट कार्य के लिए हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे जो रिलेशनल एक्सट्रैक्शन है और मैं वेब पर टेक्स्ट कॉर्पस का उपयोग करके किसी भी 2 एंटिटीस के बीच रिलेशन का कैसे पता लगा सकता हूं तो इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन से क्या मतलब है हम कह सकते हैं कि इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन का लक्ष्य मशीन रीडिंग की तरह है आपके पास वेब पर बहुत सारे टेक्स्ट उपलब्ध हैं यह सभी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है इसमें कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं है कि उस टेक्स्ट से मैं कुछ स्ट्रक्चर्ड नॉलेज प्राप्त कर सकता हूं जिसका उपयोग विभिन्न एप्लीकेशनस और टास्कस के लिए किया जा सकता है तो यह कुछ प्रकार के कैरिकेचर की तरह है यहाँ वेब पर बहुत सारा नॉलेज उपलब्ध है और मशीन नॉलेज के माध्यम से कुछ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट प्राप्त करने की कोशिश कर रही है जो उपयोगी हो सकती है तो इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम क्या करता है वे टेक्स्ट डेटा के विभिन्न रिलेवेंट भागों को खोजने और समझने की कोशिश करते हैं आपके पास क्या होगा आपके पास बहुत सारे टेक्स्ट होंगे और आप वहां से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और हम देखेंगे कि इस जानकारी को एकत्रित करने के विभिन्न तरीके क्या हैं इन सब से यह डेटा उपलब्ध है आप रिलेवेंट इनफार्मेशन से एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रजेंटेशन प्राप्त करना चाहते हैं और यह डेटाबेस के सेंस में विभिन्न संबंधों की तरह हो सकता है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि इस टेक्स्ट में शामिल विभिन्न एंटिटीस क्या हैं और उन एंटिटीस के बीच क्या संबंध हैं और कुछ प्रकार का नॉलेजबेस भी हो सकता है जो आप डेटा से बना रहे हैं यहाँ इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन का लक्ष्य है कि हम इनफार्मेशन को व्यवस्थित करें ताकि यह 2 लोगों के कुछ कार्यों को करने के लिए उपयोगी हो सके और हम एक बहुत सटीक रूप में जानकारी रखना चाहते हैं जो आगे इन्फेरेंसेस बनाने में आवश्यकता होगी याद रखें कि यह एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में हम परिचय में भी बात कर चुके हैं कि नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट बहुत सटीक नहीं है तो आप जानकारी को किसी सटीक चीज़ में कैसे परिवर्तित करते हैं जिसका उपयोग विभिन्न कार्य और विभिन्न इन्फेरेंसेस करने के लिए किया जा सकता है और यही हम इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन के मामले में कर रहे हैं तो यह एक सरल परिभाषा है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं और इसे एक प्रकार की कामकाजी परिभाषा भी कह सकते है तो इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन क्या है तों यह अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से स्ट्रक्चर्ड इनफार्मेशन खोजने का कार्य है तो आपके पास जो कॉर्पस या डेटा है वह या तो पूरी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड है इसलिए मैं विभिन्न सवालों के जवाब और अनस्ट्रक्चर्ड वेब पेजों के बहुत सारे प्रकारों के बारे में सोच सकता हूं या यह कुछ हद तक सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है जहां आपके पास एक्सट्रैक्शन इनफार्मेशन हेडलाइंस वगैरह जैसी कुछ और जानकारी है लेकिन यह पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो इस अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा से मैं एक स्ट्रक्चर इनफार्मेशन का पता लगाना चाहता हूं और यही मेरी इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन की परिभाषा है तो अब प्रश्न आता है कि आप किस प्रकार की जानकारी यहाँ से निकालना चाहते हैं तों जानकारी कुछ बहुत स्पष्ट और तथ्यात्मक हो सकती है उदाहरण के लिए यह कुछ ऐसा है जो सामान्य रूप से किया जाता है तों ऐसे करना चाहिए कि किसने कब क्या किया और कब किसके साथ किसी अन्य एंटिटी के संबंध में क्या किया इसी तरह उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास कुछ न्यूज़ पेपर टेक्स्ट हैं और वे विभिन्न अरनिंग्स प्रॉफिट हेडक्वार्टरस वगैरह के बारे में बात करते हैं और यह कंपनी की रिपोर्ट में से एक है बीएचपी का हेडक्वार्टर बिलिटन लिमिटेड है और संयुक्त बीएचपी बिलिटन ग्रुप का ग्लोबल हेडक्वार्टर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है यह कुछ प्रकार का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसे आप वाक्य के रूप में कह सकते हैं अब इस डेटा से आप कुछ स्ट्रक्चर इनफार्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट से आपको किस प्रकार की स्ट्रक्चर इनफार्मेशन मिलती है तो आप देखेंगे कि बीएचपी बिलिटन के हेडक्वार्टर लिमिटेड हैं तो आप मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का स्थान जानते हैं और यह कुछ प्रकार की स्ट्रक्चर इनफार्मेशन हो सकती है जिसे आप सरल वाक्य से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और यही आपकी इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम कर सकती है तो मान लीजिए कि आपको बीएचपी बिलिटन लिमिटेड की यह सूचना हेडक्वार्टर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है यहाँ रिलेशन फॉर्म से बाहर 2 एंटिटीस हैं और उनके बीच एक संबंध है और यह आप इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन का उपयोग करके निकाल रहे हैं तो इस एक्सट्रैक्शन को करने का क्या फायदा है तो एक बार जब आप इस एक्सट्रैक्शन को करते हैं तो आप इन सभी टपल्स को जान पाएंगे तो आपको पता होगा कि ये 2 एंटिटीस हैं जो इस संबंध से संबंधित हैं इस पर आप बहुत सारी क्वेरीस कर सकते हैं और बहुत सारे इन्फेरेंसेस भी कर सकते हैं और यह कई प्रश्न कार्य के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकता है एक और उदाहरण जिसमे हमारे पास एक वाक्य है 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने गूगल की स्थापना की अब इस वाक्य से आप किस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो गूगल के संस्थापक कौन हैं और जब वे गूगल को ढूंढते हैं तो वे कौन होते हैं तो यह सारी जानकारी यहाँ से निकाली जा सकती है और इसे एक स्ट्रक्चरड रूप में रखा जा सकता है तो मेरे पास एक जानकारी हो सकती है जैसे लैरी पेज गूगल के संस्थापक सेर्गेई ब्रिन गूगल के संस्थापक और 1998 में गूगल में स्थापित किए गए इसलिए इस टेक्स्ट में यह सारी जानकारी है और इसका उपयोग इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स द्वारा किया जा सकता है अब आपके पास यह जानकारी होने के बाद इसका उपयोग विभिन्न सर्च इंजन और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा किया जा सकता है ताकि एन्ड यूजर को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें टेक्स्ट डेटा का उपयोग करके इसे सीधे करना बहुत महत्वहीन नहीं है लेकिन एक बार जब आपके पास डेटाबेस फॉर्म में यह होता है तो आप बहुत सारे अलग अलग कार्य कर सकते हैं और आप इस जानकारी में से प्रत्येक को बनाने के लिए बहुत सारे विभिन्न टूल्स का उपयोग कर सकते हैं तो अब इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन के विभिन्न एप्लीकेशनस क्या हैं उदाहरण के लिए बायोमेडिकल डोमेन तों बायोमेडिकल डोमेन में आपके पास बहुत सारे शोध पत्र प्रकाशित होते हैं उन विभिन्न प्रयोगों के बारे में जो विभिन्न रोगियों का उपयोग करके किए गए थे और उन प्रयोगों के निष्कर्ष क्या थे और किस तरह की दवाएं काम करती हैं किस तरह की दवाएं काम नहीं करती हैं तों विभिन्न क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं विभिन्न पैटरोंस हो सकते हैं और भी बहुत सारी जानकारी है लेकिन यह पहले से ही बहुत अनस्ट्रक्चरड रूप में है तो मान लीजिए मुझे उन खोजों की तलाश करने की जरूरत है जो विभिन्न जीन प्रोटीन या अन्य बायोमेडिकल एंटिटीस से संबंधित हैं और फिर समस्या यह हो सकती है कि इन एंटिटीस में विभिन्न पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं और इसमें बहुत सारी एमबीगुइटिस शामिल हैं तो कार्य क्या है मुझे स्वचालित रूप से यह पहचानने की आवश्यकता है कि टेक्स्ट में बायोमेडिकल एंटिटीस के उल्लेख क्या हैं मुझे पता चला कि ये वे एंटिटीस हैं जिनका टेक्स्ट में उल्लेख किया है और फिर मैं उन्हें लेक्सिकल डेटाबेस में उनसे संबंधित एंट्रीज़ से लिंक करना चाहता हूं मान लीजिए मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमे अलग अलग बायोमेडिकल एंटिटीस हैं अब एक शोध पत्र में मुझे यह पता लगाने की आवश्यकता है कि यह एंटिटी डेटाबेस में विशेष एंटिटी से संबंधित है यह बहुत हद तक इस समस्या से संबंधित एंटिटी के समान है जिसकी हमने इस सप्ताह में ही चर्चा की थी अब एक बार जब हमने डॉक्यूमेंट में विभिन्न एंटिटीस का पता लगा लिया हैं तो यहां अन्य कार्य मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं तो इसे रिलेशनल एक्सट्रैक्शन कहा जाता है यह अगले 3 लेक्चर्स में से एक है यह एक उदाहरण है तो आपके पास बायोमेडिकल डोमेन में यह शोध पत्र है और इस शोध पत्र में आपके पास कुछ एब्सट्रैक्ट भी मिलते हैं अब इस एब्सट्रैक्ट से आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में जानकारी निकाल सकते हैं जैसे कि p53 एक प्रोटीन है bax एक प्रोटीन है p53 में एपोप्टोसिस का कार्य है अब यह सारी जानकारी टेक्स्ट डेटा में उपलब्ध है लेकिन इस बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो वहाँ से आप इन एंटिटीस और उनके बीच का संबंध को निकाल सकते हैं तो आप पाते हैं कि विभिन्न पेयर्स के बीच क्या संबंध हैं और विभिन्न एंटिटीस के बीच क्या संबंध है और इसे स्ट्रक्चर्ड नॉलेज एक्सट्रैक्शन कहा जाता है और यह एनालोगी है इसलिए शोध पत्र को मनुष्यों के लिए कुछ माना जा सकता है और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज को मशीनों के लिए कुछ माना जा सकता है इसलिए मशीनें विभिन्न कार्यों के लिए इस जानकारी का उपयोग कर सकती हैं एक और उदाहरण यह एक रिपोर्ट की तरह है जो आपको वेब पर मिलती है और इस रिपोर्ट से आप विभिन्न संबंधों को निकाल सकते हैं तो यहाँ आप वाक्य अमेरिकन एयरलाइंस एएमआर की यूनिट तुरंत एक प्रवक्ता टिम वैगनर से मेल खाते हैं तो यहाँ से आप यह जान सकते हैं कि टिम वैगनर क्षेत्र अमेरिकन एयरलाइनों का प्रवक्ता है और मान लीजिए कि आपका संबंध यहाँ कर्मचारी है तो हम कह सकते हैं टिम वैगनर अमेरिकन एयरलाइंस के कर्मचारी हैं अमेरिकन एयरलाइंस एएमआर की एक यूनिट है तो आपके पास यह संबंध हो सकता है की अमेरिकन एयरलाइंस एएमआर की एक सहायक कंपनी है और इसी तरह यहां यूएएल की एक यूनिट यूनाइटेड है आप इस संबंध को फिर से जान सकते हैं तो टेक्स्ट डेटा से आप यह पता लगा सकते हैं कि यह स्ट्रक्चर्ड इनफार्मेशन है तो यह इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन का कार्य है एंटिटीस का पता लगाएं और उनके बीच क्या संबंध हैं एक और उदाहरण इसलिए जब संबंध बहुत सामान्य हो सकते हैं तो जैसे व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं जैसे कि मैरिड टू मदर ऑफ़ आर्गेनाइजेशन रिलेशनस जैसे कि स्पोक्समैन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ़ आरटीफेकटुअल समथिंग इनवेंटेड समथिंग प्रोडूसेस समथिंग जिओस्पेटीयल रिलेशनस दिस सिटी इस नियर तों दिस सिटी आउटस्कर्ट्स ऑफ़ द सिटी और इस तरह के संबंध जियोग्राफी इनफार्मेशन की जानकारी की जरूरत के बारे में बात करने वाले विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत सहायक हो सकते हैं आप देखे की आसपास के दूसरे शहर कौन से शहर हैं तो आप इस तरह के सवालों के जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं और डायरेक्शनल रिलेशन जैसे साउथईस्ट है और वे संबंधों का हिस्सा हो सकते हैं इसलिए आपको इस पोलिटिकल रिलेशन के लिए पैरेंट ऑफ़ अन्नेक्ड की जरूरत है तो आप बहुत सारे अलग अलग संबंधों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें एंटिटीस के बीच स्थापित किया जा सकता है अब इन संबंधों का उपयोग करते हुए आप बहुत कुछ अलग अलग नॉलेज इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप बहुत सारे अनुमान लगा सकते हैं आप सवालों के जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं और एंटिटीस के बीच कुछ संबंधों की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग कार्य हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और आपके पास स्ट्रक्चर्ड इनफार्मेशन होने के बाद कर सकते हैं तो यहाँ विषय यह है कि हम इस रिसर्च इनफार्मेशन को कैसे एकत्रित करते हैं जैसे मैं कहूंगा कि कई अलग अलग एनएलपी एप्लीकेशनस है तो यहाँ भी इस कार्य को करने के 5 अलग अलग तरीके हैं तो एक सरल मेथड है कि आप अपने हाथ से बने पैटर्न चुनें फिर आप इसे बूटस्ट्रैपिंग मेथड्स से प्राप्त करते हैं जो आप जानते हैं कि सुपरवाइसड तरीकों से डिस्टेंस सुपरविज़न एक बहुत अच्छा विचार है जिसे आप इस विशेष कार्य के लिए देखेंगे और फिर आप कुछ अनसुपरवाइसड तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं इसलिए हम पहले 4 तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और हम स्पष्ट रूप से देखेंगे कि आप इनफार्मेशन एक्सट्रैक्शन के कार्य के लिए इनमें से किसी एक तरीके का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो आइए देखें कि हम हाथ से बने पैटर्न में क्या करते हैं तों विचार यह है कि आप एंटिटीस और उनके बीच संबंधों को खोजने के लिए विभिन्न रेगुलर एक्सप्रेशनस का उपयोग कर सकते हैं तो मान लीजिए कि आप एंटिटीस को खोजना चाहते हैं तो यह संज्ञा समूहों के लिए है यह सरल रेगुलर एक्सप्रेशन है तों रेगुलर एक्सप्रेशन को आप एक फाईनाईट ऑटोमेटन का उपयोग करके भी दर्शा सकते हैं तो यहाँ आप एक फाईनाईट ऑटोमेटन देख रहे हैं जो एक रेगुलर एक्सप्रेशनस को दर्शा रहा है और इसलिए यह किसी संज्ञा समूह को दर्शा रहा है तो हम इसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास यह वाक्यांश जॉन इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग बुक विथ ए नाइस कवर है यह एक संज्ञा समूह है तो यह स्वत कैसे चलता है आप एक प्रोनाउन पर्सनल नाउन जॉन कहते हैं जॉन इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव बन जाता है बुक एक नाउन है जो एक प्रीपोजीशन है आर्टिकल में नाइस एडजेक्टिव कवर नाउन है और यह एक फाइनल स्टेट है तो यह एक नाउन ग्रुप बन जाता है हम देखेंगे कि जॉन एक नाउन ग्रुप है और जॉन इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग बुक भी एक नाउन ग्रुप है इसलिए यह विभिन्न प्रकार की ग्रनुलारिटी में नाउन ग्रुप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है यू एक शब्द हो सकता है और यू कई शब्द भी हो सकते हैं तो यू यह बता रहा हैं कि नाउन ग्रुप क्या है अब आप इसे आगे बढ़ाने के लिए यह पता कर सकते हैं कि अब नाउन ग्रुप क्या हैं इसके बीच क्या संबंध है तो मान लीजिए कि मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि कौन सा व्यक्ति किस संगठन में किस पद पर है तो मैं किस तरह के पैटर्न के बारे में सोच सकता हूं संगठन z में एक व्यक्ति x स्थिति y है इसलिए मान लीजिए कि मुझे कुछ हाथ से निर्मित पैटर्न का उपयोग करना है मैं इसके बारे में कैसे जाऊंगा तों मैं पहले सोचूंगा कि विभिन्न प्रकार के वाक्य क्या हैं जहां ये सभी 3 एंटिटीस एक साथ हो सकती हैं तो एक व्यक्ति होगा जो एक संगठन में काम कर रहा है और फिर एक बार मुझे कुछ वाक्य मिल गया है तों मैं एब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा कि सामान्य पैटर्न क्या है जो मैं यहां देख रहा हूं इसलिए उदाहरण के लिए एक पैटर्न में पर्सन कोमा पोजीशन ऑफ़ आर्गेनाइजेशन है क्योंकि इस वाक्य में वाक द्रासकोविक जो कि पर्सन है फिर कोमा पोजीशन लीडर ऑफ़ द सर्बियन रिन्यूअल मूवमेंट है तो अब आप यहां क्या एब्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक पर्सन पोजीशन और आर्गेनाइजेशन है और अब आप ऐसे कई वाक्यों के बारे में सोच सकते हैं जहाँ इस संबंध में ये सभी 3 एंटिटीस होंगी तो एक बार जब आप इस पैटर्न की पहचान कर लेते हैं तो आप इस पैटर्न को मशीन को दे देंगे और वहाँ से कॉर्पस आपके लिए इन सभी एंटिटीस को निकाल सकता है और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये एंटिटीस किसी विशेष संबंध से जुड़ी हैं अन्य पैटर्न क्या हो सकते हैं इसलिए अप्पोइनटेड आर्गेनाइजेशन वगैरह पर्सन प्रीपोजीशन ऑफिस फिर से ये सभी एंटिटीस हैं इसलिए नाटो अप्पोइनटेड वेस्ले क्लार्क एस कमांडर इन चीफ वाक्य है इसलिए हम विशेष संबंध में सभी 3 एंटिटीस को फिर से खोज रहे हैं तो इसी तरह मान लीजिए कि आपका कार्य यह पता लगाना है कि कोई आर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है तो हम इस बारे में सोचेंगे कि x लोकेटेड इन y और y इस x हेडक्वार्टर जैसा कुछ पैटर्न क्या है तो हम इन पैटर्नों के बारे में सोचेंगे और इन पैटर्नों का उपयोग करके आप एक्स x y इन पेयर्स को निकालने की कोशिश करेंगे तों यहाँ आर्गेनाइजेशन लोकेशन नाटो हेडक्वार्टरस इन ब्रुसेल्स है इसलिए हम नाटो हेडक्वार्टरस और ब्रुसेल्स 2 एंटिटीस को यहाँ एक्सट्रेक्ट करेंगे जैसे आर्गेनाइजेशन लोकेशन और आप कह सकते हैं कि KROR कोसोवो हेडक्वार्टरस की तरह डिवीज़न ब्रांच हेडक्वार्टरस है तो आप जानते हैं कि यह अवलोकन है और यह एक लोकेशन है तो इस तरह आप विभिन्न पैटर्न के बारे में सोच सकते हैं और इन संबंधों को निकाल सकते हैं और यह बहुत ही शुरुआती उदाहरणों में से एक है कि इस तरह के पैटर्न का हायपोंयम रिलेशन को एक्सट्रेक्ट करने के लिए कैसे उपयोग किया जाता है हायपोंयम जो आपको याद है यह सब कंसेप्ट और एक सुपर कंसेप्ट के बीच का संबंध है जब ये शब्द पहली बार हर्स्ट ने दिए थे तो मूल इन्टूसन क्या है मान लें कि आप यह वाक्य देख रहे हैं अगर इस ए सबस्टांस प्रिपेयरड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ़ रेड अलगे सच एस जेलिडियम फॉर लेबोरेटरी या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है यह वाक्य है अब मान लीजिए कि मैं पूछ रहा हूं कि जेलिडियम क्या है और आप कह सकते हैं कि जेलिडियम कुछ प्रकार के अलगे या रेड अलगे हैं हाँ अब आप कैसे जानते हैं कि जेलिडियम एक रेड अलगे है आप यहाँ किसी प्रकार का पैटर्न देख रहे हैं रेड अलगे जैसे कि जेलिडियम इसलिए यह पैटर्न आपको बता रहा है कि जेलिडियम रेड अलगे की तरह है अब आप इन पैटर्न को एबट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आप कहते हैं कि जब भी आप इस तरह के पैटर्न x जैसे y पा रहे हैं तो x और y के बीच एक हायपोंयम हायपोंयम संबंध है और यह विचार कई ऐसे पैटर्न का पता लगाता है और इन पैटर्न से आप इन एंटिटीस को निकालने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने विभिन्न खोज पैटर्न का पता लगाया जहां आपके पास 2 संबंध हो सकते हैं जो हायपोंयम रिलेशन से जुड़ा हुआ है तो y जैसे x के लिए हायपोंयम है तो अन्य प्रकार के पैटर्न क्या हैं आप इस तरह के x जैसे y का उपयोग कर सकते हैं व्हीकल एस कार सच व्हीकल एस बाइसिकल x या y एस कार और अदर व्हीकल कार व्हीकल्स इन्क्लुडिंग कार तो यहाँ मुझे कार और व्हीकल्स के साथ उदाहरण दिया गया है लेकिन आप इसे किसी भी हायपोंयम हायपोंयम पेअर के साथ सोच सकते हैं इसलिए उन्होंने फ्रेडी तरह के शीर्षक का पता लगाया और इन पैटर्नों से उन्होंने टेक्स्ट डेटा से हायपोंयम हायपोंयम रिलेशन निकालने की कोशिश की है तो यहाँ इन हर्स्ट पैटर्न के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं और आप डेटा में किस प्रकार के उदाहरण देख सकते हैं तो पैटर्न x और अन्य y में आप टेम्पलस ट्रेजेडिस और अन्य महत्वपूर्ण सिविक बिल्डिंग्स को देख सकते हैं तो इस वाक्य से आप तुरंत देख सकते हैं कि 10 प्रतिशत ट्रेसरिस सिविक बिल्डिंग्स की सब कॉन्सेप्ट्स हैं इसलिए हम इस पेअर को हायपोंयम हायपोंयम केह सकते हैं सिविक बिल्ड सिविक बिल्डिंग्स हायपोंयम है और टेम्पलस हायपोंयम है इसी तरह ट्रेसर हायपोंयम x या अन्य y है तो ब्रुइसेस ब्रोकन बोनस या अन्य इन्जरिस नहीं है तो हम इन सभी को हायपोंयम के एक उदाहरण के रूप में कर सकते हैं जैसे कि इंजरिज़ y एस x तो बाउ लुट ऐसे बम्बारा नादंग के रूप में है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बाउ लुट सुपर कॉन्सेप्ट है यह सब कॉन्सेप्ट है इस तरह के y एस x के रूप में हेरिक गोल्डस्मिथ और शेक्सपियर जैसे लेखक है तो तुरंत आप देखेंगे कि यहाँ एक रिलेशन है इसलिए x पर y विशेष रूप से x और y भी शामिल है तो हर्स्ट ने मैन्युअल रूप से पाया कि ये सभी पैटर्न है और इन पैटर्नों से वह डेटा से एक हायपोंयम हायपोंयम पेअर निकालने की कोशिश कर रहे थे इसी तरह बर्लैंड और चारनिअक्स उन्होंने मेरोंय्म रिलेशन के लिए कुछ पैटर्न का पता लगाया यह रिलेशन बेसमेंट का एक हिस्सा है जो बिल्डिंग का हिस्सा है इसलिए वे मेरोंय्म के लिए पैटर्न खोजने की कोशिश कर रहे थे तो फिर से आप सोच सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या पैटर्न हैं जैसे बिल्डिंग बेसमेंट है तो आप कुछ उदाहरणों के बारे में सोचेंगे और देखेंगे कि बिल्डिंग्स बेसमेंट ऑफ़ बिल्डिंग में वे किस तरह के वाक्य बनाते हैं और आप इनमें से पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे हम इन 2 सरल उदाहरणों को लेते हैं तो जैसे मैं देख रहा हूं कि मेरे पास एक उदाहरण बेसमेंट और बिल्डिंग है और मान लीजिए कि यह मेरा X है और यह मेरा Y है और मैं ऐसे कई X Y पेयर्स का पता लगाना चाहता हूं जिनका एक ही मेरोंय्म रिलेशन हो तो मैं कैसे शुरू करूँगा मैं उन वाक्यों में कहता हूं कि जैसे बिल्डिंग में बेसमैन साथ आता है जैसे बिल्डिंग का बेसमेंट होता है तो यह Y's X की बिल्डिंग का बेसमेंट या वाई बेसमेंट बिल्डिंग X ऑफ़ Y होगा और इसी तरह ये अब मेरे पैटर्न हैं और फिर तुम मेरे कार्पस में यह देखने की कोशिश करोगे कि ये सारे पैटर्न कहां से होते हैं तो उदाहरण के लिए कार व्हील व्हील ऑफ़ द कार है तो हम देखेंगे कि ये X Y इस मेरोंय्म रिलेशन से जुड़े हैं और इसी तरह आप इसे ट्राई करेंगे तो हम इन पैटर्नों में हैं हम एक साथ कई ऐसे X X प्राइम Y प्राइम पेयर्स की कोशिश करेंगे तो बर्लैंड और चारनिअक्स ने क्या किया उन्होंने कॉर्पस में सभी वाक्यों को खोजने के लिए कुछ प्रारंभिक पैटर्न का चयन किया जिसमें बेसमेंट और बिल्डिंग शामिल हैं जो एक सामान्य है और इन पैटर्नस को खोजने का एक अच्छा तरीका है तब उन्हें बिल्डिंगस बेसमेंट बेसमेंट ऑफ़ ए बिल्डिंग बेसमेंट इन ए बिल्डिंगबसेमेंट्स ऑफ़ बिल्डिंगस बसेमेंट्स एंड बिल्डिंगस पाया गया है तो अब यहाँ पर वे पैटर्न लिख रहे थे तो यहाँ कुछ इस तरह से NN है इसलिए वे स्पीच के उन हिस्सों के बारे में लिख रहे थे जो आने वाले समय में हैं जो प्रीपोजीशन के बारे में है इसलिए प्रीपोजीशन के प्लूरल नाउन भागों को NN कहते हैं यह प्लूरल नाउन है तो यह पार्ट है और पूरा रिलेशन पार्ट यहाँ NN के रूप में है तों यहाँ इन प्रीपोजीशन के रूप में या ए डीटरमाइनर के रूप में या इन मोदिफायर के रूप में शब्द है अब यहां एब्सट्राक्टिंग है इसलिए वे एक बेसमेंट इन ए बिल्डिंग देख रहे हैं लेकिन यह एक बेसमेंट इन ए हूज बिल्डिंग हो सकता है तो मैं कैसे कहूँ कि वैकल्पिक रूप से वे एडजेक्टिव हो सकता है इसलिए वे JJ या NN को स्टार कह रहे हैं तों बेसमेंट इन ए सिविक बिल्डिंग और इन पैटर्न को थोड़ा सामान्य करके पता लगाया जा सकता है तो वही जो आप यहाँ देख रहे हैं JJ या NN तो आप यहाँ एक सिविक बिल्डिंग हूज बिल्डिंग हैं और यह सब हम यहाँ पर देख रहे है तो आप इन पैटर्नस का पता लगाने और इन पैटर्नस का उपयोग करने का प्रयास करते हैं इसलिए एक बार जब आपके पास ये पैटर्न होते हैं तो आप इस संबंध में शामिल होने वाली कुछ अन्य एंटिटी पेयर्स को निकालने की कोशिश करते हैं तो यह एक अच्छा मेथड है यदि आप बैठकर प्रत्येक रिलेशन को देखते हैं और पैटर्न के बारे में सोचते हैं और इस एप्रोच के साथ समस्या यह भी है कि कुछ व्यक्ति जो डेटा के साथ अच्छे हैं जो लैंग्वेज भी जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है वे कुछ हाथ से निर्मित पैटर्न प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं तो अब समस्या यह है कि वे लिखने के लिए कठिन हैं और बनाए रखने के लिए कठिन हैं और आप ज़िलीयंस पैटर्न के के बारे में सोच सकते हैं इसलिए हम इतने अलग अलग तरीकों के बारे में सोच सकते हैं जिसमें लोग डेटा में हायपोंयम हायपोंयम पेअर के बारे में बात कर सकते हैं तो मैं इन सभी पैटर्नस को मैन्युअल रूप से कैसे कैप्चर कर सकता हूं और यह डोमेन डिपेंडेंट हो सकता है तो हर डोमेन में आपके पास चीजों को लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं और हाँ आप कुछ रिलेशनस के लिए ऐसा कर सकते हैं लेकिन मान लीजिए कि हजारों रिलेशनस हैं इन सभी हजार रिलेशनस के लिए आप क्या करते हैं इसलिए इन पैटर्न जो हर्स्ट ने पाए या बेरलैंड और चारनिअक्स ने पाया कि वे इस तरह के परिणाम दे रहे थे लेकिन वे बहुत सटीक परिणाम नहीं थे उदाहरण के लिए हर्स्ट पैटर्न हायपोंयम एक्सट्रैक्शन पर लगभग 66 प्रतिशत सटीकता देते हैं और बर्लैंड और चार्मियन ने मेरोंय्म पर 55 प्रतिशत सटीकता दी हम चाहते हैं कि इन नंबरों से बेहतर सटीकता हो तो हाथ से निर्मित पैटर्न का उपयोग कर आप केवल थोड़ा ही कर सकते हैं इसलिए केवल छोटी दूरी और बहुत अधिक मैनुअल प्रयास की आवश्यकता होती है तो हम इस मैनुअल प्रयास से कैसे बच सकते हैं और यही हम दूसरे एप्रोच में देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से शुरू करेंगे हम यहां साधारण बूटस्ट्रैपिंग कैसे करते हैं और इसे हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे